इस सप्ताह के चौथे व्याख्यान में आपका स्वागत है तो हम टोपिक मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने कवर किया था कि एलडीए का जेनरेटिव मॉडल क्या है और आप गिब्स को विभिन्न डाक्यूमेंट्स के रूप में टिप्पणियों और डाक्यूमेंट्स के संबंध में जो भी काम करते हैं उनका उपयोग करके एलडीए के मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए कैसे सैंपलिंग लेते हैं इसलिए इस व्याख्यान में हम एलडीए के विभिन्न रूपों के बारे में बात करेंगे और विभिन्न एप्लीकेशन के लिए हम इसका उपयोग कैसे करेंगे इसलिए हो सकता है कि आप इन विषयों में से कई को कवर न करें लेकिन एक बार जब आपको यह पता लग जाता है कि इन वेरिएंट्स को क्या दिया गया है तो आप इन विषयों पर जा सकते हैं इसलिए इस व्याख्यान मैं गिब्स सैंपलिंग पर कुछ प्रकार के वर्गों के आकार के साथ शुरू करूंगा कि आप किसी दिए गए गिब्स सैंपल से पैरामीटर्स का अनुमान कैसे लगाते हैं और फिर हम एलडीए के वेरिएंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो आइए हम इस उदाहरण को लेते हैं तो हमें यहां क्या दिया गया है तो आप कह रहे हैं कि एक कॉर्पस है जिसमें 5 डॉक्यूमेंट हैं और उन डॉक्यूमेंट की आईडी 1 2 3 4 5 है और 5 शब्द रिवर स्ट्रीम बैंक मनी और लोन है और केवल 2 विषय हैं जिनका आप अनुमान लगाना चाहते हैं अब यह तब है जब आप निश्चित समय पर गिब्स का सैंपल ले रहे हैं आपको यह भी दिया गया है कि डॉक्यूमेंट में अलग अलग शब्दों के विषयों के विभिन्न असाइनमेंट क्या हैं तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि डॉक्यूमेंट में 4 शब्द है बैंक 1 2 3 4 5 6 मनी 6 गुना और लोन 6 गुना है और उस समय इन सभी 16 शब्दों को टोपिक 1 को सौंपा गया है तो ब्लैक टोपिक t1 है और डॉक्यूमेंट 2 में अधिकतर शब्द टोपिक t1 को दिए गए और एक शब्द टोपिक t2 को दिया गया है आपको किसी समय पर असाइनमेंट का टोपिक दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि पहला शो इंगित करता है कि डॉक्यूमेंट 1 में बैंक शब्द के उदाहरण के लिए 4 शब्द हैं मनी शब्द के लिए 6 और लोन शब्द के लिए 6 और ब्लैक और वाइट सर्कल्स t1 और t2 हैं अब आपका कार्य यह है कि आप अपने माउंटेन के विभिन्न पैरामीटर्स का अनुमान लगाने के लिए सिस्टम शेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो याद रखें कि 2 मुख्य पैरामीटर क्या हैं एक थीटा और दूसरा वर्चुअल बीटा है बीटा किसी टोपिक को दिए गए शब्द की प्रोबेबिलिटी है और थीटा जो इस डॉक्यूमेंट को दिए गए टोपिक की प्रोबेबिलिटी है तो इस उदाहरण में हम 2 अलग अलग बीटा वैल्यूज का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे यही कारण है कि टोपिक 2 में मनी की प्रोबेबिलिटी के लिए बीटा मनी क्या है और बीटा बैंक 1 की प्रोबेबिलिटी बैंक के साथ टोपिक टी1 में क्या है और आपको दिया गया है कि ईटा और अल्फा 01 हैं अब यदि आपको फोर्मुला याद है कि आप इसके लिए बीटा मनी की गणना कैसे करते हैं तो आपको अपने मेट्रिसेस का उपयोग करने की आवश्यकता होगी याद रखें कि आप 2 मेट्रिसेस Cwt और Cdt पर विचार करते हैं Cwt इस शब्द को किस टोपिक dt को सौंपा गया है यह दस्तावेज़ क्या टॉपिक्स हैं जो भेजे गए हैं इस समस्या के लिए बीटा मनी के लिए एकीकृत रूप से वह क्या है शब्द मनी की प्रोबेबिलिटी टोपिक t2 के साथ क्या है इसलिए हमें केवल इस मैट्रिक्स की जरुरत है और इस शब्द को मैट्रिक्स के संदर्भ से किस टोपिक को सौंपा जाना चाहिए आप इसे 2 पैरामीटर्स के लिए कैसे लिखते हैं जिसे आप Cwt कहते हैं तो आपको ij को ith शब्द jth टोपिक लिखना है तो हम कहते हैं कि यह मेरा i है और यह मेरा j है तो यह ij प्लस है आपने अब तक विभाजित हाइपर पैरामीटर ईटा का उपयोग किया है और आप सभी अलग अलग शब्दों को देखते हैं जो इस टोपिक को सौंपा गया है तों इसको हम समेशन C को kj से wT के सभी k के साथ प्लस w समय ईटा के लिए होना चाहिए तो यह समेशन k सभी w के लिए है और यही कारण है कि यहाँ w ईटा है और आप इस पैरामीटर बीटा मनी का भी अनुमान लगाते हैं तो आइए देखें कि हम इस मैट्रिक्स से इस पैरामीटर का अनुमान कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा तो चलिए देखते हैं कि यह मैट्रिक्स क्या दिखता है जैसे कि wt में 5 शब्द है रिवर स्ट्रीम बैंक मनी और लोन और आपको यह पता लगाना होगा कि इस शब्द को कितनी बार टोपिक टी1 और टी2 को सौंपा गया है और इस उदाहरण को शामिल नहीं किया गया है ताकि हम इस समय ऐसा न कर सकें इसलिए हम सभी उदाहरण लेंगे तो हम देखते हैं रिवर को केवल टोपिक 1 ब्लैक के लिए नहीं सौंपा गया है रिवर को केवल टोपिक टी1 ही नहीं टोपिक टी2 के लिए भी सौंपा गया है इसलिए मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिवर्स को 9 बार टोपिक के लिए भेजा जाता है एक स्ट्रिंग फिर से 3 3 6 और 6 12 0 12 बैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को 11 बार टोपिक टी1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से 16 टोपिक टी2 मनी केवल टोपिक t1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 13 और 17 के लिए और लोन 1 2 3 6 10 13 जो कि आपका मैट्रिक्स Cwt है अब देखते हैं कि हम बीटा मनी कैसे लेते हैं 2 के लिए आपको Cwt ij की गणना करनी है i मनी है और j यहा t2 हैI तो यह 0 है और यह दूसरा टोपिक टी नहीं है तों 0 प्लस ईटा एच 01 है और हम इसको बहुत बार लिख सकते है अब सभी शब्दों को समेशन k के ऊपर विभाजित करके सभी शब्दों को जिसे आपको यहाँ टोपिक के लिए सौंपा गया है तो मैं सिर्फ इस कॉलम को जोड़ूंगा 9 प्लस 12 प्लस 16 तो इससे मुझे 37 प्लस w शब्द मिलेंगे जो 5 बार ईटा जो 05 हैं तो यह 375 से 01 विभाजित हो जाता है इसी तरह मैं बीटा बैंक 1 में आ सकता हूं इसके लिए मुझे पता चलेगा कि कितनी बार बैंक को टोपिक टी1 है और 11 प्लस ईटा 01 को समेशन C को kj से wT द्वारा विभाजित किया गया है तो यह होगा कि कितने शब्दों को टोपिक टी1 को सौंपा गया है इसलिए यह 11 प्लस 17 20 8 प्लस 13 41 होगा तों यह 41 प्लस 05 इसलिए यह 11 से 415 से विभाजित हो जाएगा तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए समय पर अपने अलग अलग बीटा की गणना कर सकते हैं तो आप यहाँ थीटा की गणना भी कर सकते हैं तो यह आप एक अभ्यास के रूप में ले सकते हैं पता लगा सकते हैं कि विभिन्न टोपिक के लिए डॉक्यूमेंट 1 या 2 के लिए थीटा क्या है यह कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं अब एक और बात जो दिलचस्प हो सकती है मान लीजिए कि मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि इस इटरेशन में पता लगाएं कि इसमें कौन सा टोपिक है जिसे सौंपा जाएगा या वह मल्तिनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जिसमें से आप किसी दिए गए काम के लिए किसी टोपिक का सैंपल लेंगे जैसे बैंक इस दस्तावेज़ में पहले की तरह है पहले वे उदाहरण के लिए आपके बैंक हैं पहले नेशनल बैंक के लिए आपको एक नया टोपिक असाइन करना होगा इसलिए हम यहाँ इटरेशनस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फिर से अलग अलग बीटा और थीटा की गणना करनी होगी लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है की आपको करेंट इंस्टैंस को इसमें नहीं लेना होगा इसलिए जब आप इसकी गणना कर रहे हैं तो आप करेंट इंस्टैंस को निकाल देंगे तो मान लीजिए कि यह 11 है इसमें से एक यहाँ से हटा दिया जाता है आप प्रत्येक मानों की गणना करेंगे और उन शर्तों को हटाकर आप बीटा और थीटा की गणना करेंगे और अपने फार्मूला का उपयोग करके यह पता लगाएंगे कि इस टोपिक t1 की प्रोबेबिलिटी क्या है और इस तरह से हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन से टोपिक का सैंपल लेते है कुछ ऐसा है जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो यह एक सरल उदाहरण था कि आप अपने पैरामीटर का अनुमान लगाने के लिए गिब्स का उपयोग कैसे करते हैं हमने आखिरी व्याख्यान में एलडीए के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात की हमने देखा कि हम इसे डाक्यूमेंट्स के बीच समानता को पूरा करने के लिए शब्दों के बीच समानता की गणना के लिए उपयोग कर सकते हैं जो उनमें से कुछ बहुत ही आशाजनक एप्लीकेशन हैं लेकिन कुछ अन्य अलग अलग कार्य हैं जहाँ आप इन टोपिक मॉडल का उपयोग कर सकते हैं सबसे पहले हम सरल कार्य देखते हैं हम उन टॉपिक्स का उपयोग करके डाक्यूमेंट्स को मॉडल कर सकते हैं इसके लिए आप इस एलडीए का उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ कुछ कलेक्शन है जो एक प्रेरणा भी थी जिसके साथ हमने इन टोपिक मॉडल को शुरू किया इसलिए हम 1990 से 2000 तक साइंस पेपर्स का कलेक्शन ले रहे हैं इसलिए वहां 17000 डाक्यूमेंट्स और 11 मिलियन शब्द हैं और स्टॉक शब्द और रियल शब्दों को हटाने के बाद 20k यूनिट शब्द 20000 अलग अलग शब्द हैं अब इस कलेक्शन पर मान लीजिए कि आप अपना एलडीए मॉडल चलाते हैं तो एलडीए मॉडल को चलाने के लिए आपको यह बताने की आवश्यकता है कि टॉपिक्स की संख्या क्या है मान लीजिए आप यहा 100 टॉपिक्स देखते हैं तो एक बार जब आप अपने 100 टोपिक मॉडल का उपयोग करके अपना मॉडल प्राप्त कर लेते हैं और आप गिब्स सैंपल या वेरिएशनल इन्फेरेंस का उपयोग कर सकते हैं तो ये आपके पैरामीटर का अनुमान लगाने के लिए 2 अलग अलग संभावनाएं हैं अब एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह देखने की कोशिश करें कि आपके डाक्यूमेंट्स क्या दिखाते हैं और टोपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो याद रखें कि यह वह आर्टिकल था जिसे हम जरूरी सामान की तलाश में देख रहे थे और यह कोष्ठक में जेनेटिक के लिए था इसलिए हमें 3 4 टोपिक सही मिले कुछ डेटा एनालिसिस कुछ जेनेटिक्स इवोलुसनरी बायोलॉजी कई टॉपिक्स भी मिले अब मान लीजिए कि हम इस टोपिक मॉडल को इस पूरे कॉर्पस पर चलाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट का क्या होता है तो इस डॉक्यूमेंट को इस तरह एक प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट मिलता है इसलिए यहाँ सौ टॉपिक्स हैं और कुछ टॉपिक्स में हाई प्रोबेबिलिटी है इसलिए वे कुछ ऐसे टोपिक हैं जिनको हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है और अब हम वापस इन 4 टॉपिक्स को देखते हैं और इन 4 टॉपिक्स में सबसे आम शब्द कौनसा हैं इसलिए हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी हमें तलाश थी हमने पहले टोपिक से देखा जिसमें ह्यूमन जीनोम डीएनए जेनेटिक जैसे शब्द हैं तो यह जेनेटिक्स के बारे में है फिर दूसरा टोपिक बायोलॉजी इवोलुसन के बारे में तीसरा विभिन्न डिजीज और बैक्टीरिया के बारे में और चोथा डेटा एनालिसिस के बारे में है तो ये 4 टोपिक हैं जो शीर्ष पर आते हैं और यह बहुत दिलचस्प लग रहा है कि आपके द्वारा इस मॉडल को कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस डॉक्यूमेंट में ये टोपिक हैं या कौन से डॉक्यूमेंट में ये टोपिक हैं फिर भी एक बड़े कॉर्पस से सीखकर यह विभिन्न टॉपिक्स और टोपिक असाइनमेंट को सीखने में सक्षम है किसी दिए डॉक्यूमेंट के लिए तो यह एलडीए का बहुत दिलचस्प पहलू है तो अब मॉडलिंग के अलावा सरल टोपिक जो कि डॉक्यूमेंट में हैं इन टोपिक मॉडल का उपयोग करके और क्या बनाया जा सकता है इसलिए हम देखेंगे कि हम इसे डेटा में विभिन्न अन्य जंक्शनों को कैसे बनाते हैं जो अब तक हम कह रहे हैं हमारे पास एक इस्टेटिक डेटा है या जो भी समय होता है तो यहाँ टॉपिक्स का सेट फिक्स है और टॉपिक्स भी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं आप यह नहीं कहते हैं कि यदि डॉक्यूमेंट में हमारा t1 होता है तो t2 भी होना चाहिए हम ऐसा नहीं कहते हैं लेकिन क्या हम इन मान्यताओं का मॉडल बना सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग मॉडलस जैसे कोरिलेटेड टोपिक मॉडल डायनामिक टोपिक मॉडल और मेशर मेशरिंग स्क्कोलारी इम्पैक्ट हैं अब हम देखेंगे कि एलडीए से किसी भी प्रकार के वरिअंस में कैसे जाते हैं तो आइए हम कोरिलेटेड टोपिक मॉडल देखते हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो मुझे दिए गए डॉक्यूमेंट में टोपिक के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल लेने में मदद करता है तो यह कुछ सरल है जहां पॉजिटिव वैक्टर किसी प्रोबेबिलिटी में नहीं है तों में इसमें एक को जोड़ता हूं हालाँकि इस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स एक दूसरे से काफी स्वतंत्र हैं इसका मतलब है वे टॉपिक्स के बीच विभिन्न निर्भरता का मॉडल नहीं बनाते हैं तो मान लीजिए ये फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आर्टिकल हैं और अगर मुझे पता है कि आर्टिकल में फॉसिल फ्यूल्स होता है तो शायद यह जेनेटिक्स के बजाय जियोलॉजी टोपिक के बारे में हो सकता हैं ऐसा कुछ है जो मुझे पता है कि ये 2 टोपिक काफी कोरिलेटेड हैं और ये 2 टोपिक कोरिलेटेड नहीं हैं तो क्या मैं इस अंतर्ज्ञान का उपयोग अपने टॉपिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का डाक्यूमेंट्स के भीतर वितरण के लिए कर सकता हूं कि कुछ टोपिक कोरिलेटेड हैं वे एक साथ घटित होंगे और कुछ टोपिक कोरिलेटेड नहीं हैं तों वे संभवतः एक साथ नहीं होंगे तो यहा डिस्ट्रीब्यूशन विज़न का उपयोग करके मॉडलिंग नहीं की जा सकती इसलिए हम एक डॉक्यूमेंट में टॉपिक्स को मॉडल करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं और यही वह जगह है जहां हम मल्टीवेरिएट नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास k टॉपिक्स हैं तो हमारे पास एक मल्टीवेरिएट नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमे सैंपलिंग के लिए k डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन अब इस नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास एक मीन और कोवेरिअंस है तो मीन का मतलब यह होगा कि हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कौनसी निजी जानकारी है और अलग अलग टॉपिक्स का क्या मतलब है और सिग्मा यह होगा कि ये अलग अलग टोपिक एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं यही आप अपने मॉडल में देने की कोशिश करेंगे तो आपका मॉडल कैसे बदलता है तो सब कुछ समान रहता है सिवाय इसके कि अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपलिंग लेने के बजाय अब आप एक मल्टीवेरिएट लोगिस्टिक नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक म्यू और सिग्मा के साथ एक सैंपल शुरू कर रहे हैं तो ईटा इस डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल हैं इसलिए यह टॉपिक्स विभिन्न कोरिलेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये 2 टोपिक एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं जबकि ये 2 कोरिलेटेड संबंधित नहीं हैं तो एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो अंत में आपको जो मिलेगा वह फिर से आपके k टॉपिक्स होंगे जैसे कि साइंस के मामले में आप जो सौ टोपिक कर रहे हैं साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि कौन से 2 टोपिक या कौन से टोपिक के जोड़े एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और यह बहुत अच्छी तरह से एक मैप देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये टोपिक एक एकल समूह बनाते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं और ये टोपिक अन्य समूह के खिलाफ होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं उदाहरण के लिए आप कैसे जानते हैं कि यह एलडीए से बेहतर काम करता है तो इवैल्यूएशन का एक अच्छा तरीका यह है कि आप यह पता लगाने की कोशिश करें कि लॉग संभावना क्या है यह एक आउट डेटा को आयोजित डेटा प्रदान करता है कुछ डेटा है जो आपने अपने टोपिक मॉडल के ट्रेनिंग के लिए उपयोग नहीं किया है इसलिए आप इसे गिब्स के सैंपलिंग और या वैरिएशनल इन्फेरेंस के लिए इनपुट के रूप में नहीं देते हैं इसलिए एक बार जब आप टॉपिक्स को जान लेते हैं तो यह देखने की कोशिश करें कि एक ही डोमेन से किसी अलग डेटा को फिर से आयोजित किए गए डेटा को क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है इसलिए जो भी टोपिक मॉडल आपको एक बेहतर प्रोबेबिलिटी देता है वह संभवतः बेहतर है जो एक बेहतर मॉडल है यह वैसा ही है जैसा हमने लैंग्वेज मॉडलिंग के मामले में किया था हमें पता चला कि जो एक आयोजित डेटा को असाइन करता है उसकी पेरप्लेक्सिटी क्या है इसी तरह यहां लॉग संभावना क्या है जो अनिवार्य रूप से अलग अलग आयोजित डेटा है तो हम देखते हैं कि कोल्डर टॉप मॉडल एलडीए से बेहतर संभावना देता है तो यह सरल एलडीए है और यही आप यहां देखते हैं तो यह आप के लिए कई टॉपिक्स पर आयोजित संभावना है इसलिए दिलचस्प बात यह है कि अगर पब्लिक की संख्या छोटी है जैसे 30 से 40 तों दोनों मॉडल समान लॉग देते हैं लेकिन जैसे जैसे आप एलडीए मॉडल के टॉपिक्स की संख्या बढ़ाते हैं तों एलडीए मॉडल की संभावना कम होने लगती है लेकिन सीटीएम मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता है इसका मतलब है यदि आप अधिक टॉपिक्स रखना चाहते हैं तो सीटीएम एलडीए की तुलना में बेहतर विकल्प है सीटीएम एलडीए की तुलना में आपके डेटा में ज्यादा धारणा तक पहुँच सकता है अगर आपके पास अधिक टॉपिक्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि सीटीएम और एलडीए के बीच भी संभावित अंतर है यह बढ़ता रहता है क्योंकि आप टॉपिक्स की संख्या बढ़ाते हैं इस तरह से मानचित्र कैसा दिखेगा तो आप यहां देखेंगे कि यह टोपिक एजुकेशन में यूनाइटेड स्टैट्स वुमन यूनिवर्सिटीज के छात्रों के बारे में बात करता है और यह रिसर्च फंडिंग सपोर्ट साइंसेज साइंटिस्ट्स और रिसर्च लोगों के बारे में है तो ये कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं लेकिन ये उन टॉपिक्स की तरह कोरिलेटेड नहीं हैं जैसे कि एक स्टार्स एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स गेलेक्ससिस और गैलेक्सी होते है तो जो फिर से टॉपिक्स के लिए अलग अलग प्रकार के क्लस्टर बनाते हैं और यह केवल कोवेरियंस मैट्रिक्स का उपयोग करके मॉडल बनाते हैं ये टोपिक अब एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए यह एक धारणा थी कि हम मॉडलिंग कर सकते हैं अब मान लीजिए कि एक और धारणा है वह यह है कि कौन से टॉपिक्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और टॉपिक्स किस तरह से बदलते हैं तो अभी जो हम मान रहे हैं आपके पास एक स्टेटिक कोर्पस है और जिसमें समय के साथ समान टॉपिक्स हैं और समय के साथ एक ही टॉपिक्स पर काम करना है और टोपिक से मेरा मतलब है कि टोपिक में शब्दों का वितरण भी समय के साथ समान है लेकिन यह सामान्य रूप से सच नहीं है मान लीजिए आपके पास एक संग्रह है जो कई दशकों तक चलता करता है या यहां तक कि सदियों से जिसमे 200 साल का डेटा है तो आप क्या देखेंगे एक समान टोपिक जो काम की संख्या बताता है या समय के साथ आपके द्वारा देखे जा रहे शब्दों के प्रकार शुरू में बदल रहे हैं आपको कुछ अलग तरह के शब्द दिखाई देंगे और बाद में आप देखेंगे कि कुछ अलग तरह के शब्द टोपिक में समान हो सकते हैं लेकिन तरह तरह के शब्द बदलते रहेंगे साथ ही शब्दों की प्रोबेबिलिटी बदलती रहेंगी अब आप एक साधारण एलडीए मॉडल द्वारा मॉडल नहीं कर सकते तो आप वास्तव में इसे कैसे निर्दिष्ट करते हैं और यह वह जगह है जहां एक डायनामिक टोपिक मॉडल का उपयोग किया जाता है तो एलडीए में क्या दिक्कत है तो यह मान सकते है कि दस्तावेज़ का क्रम मायने नहीं रखता है और यह सैकड़ों वर्षों से चल रहे कॉर्पस के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए हम यह ट्रैक करना चाहते हैं कि समय के साथ टॉपिक्स के भीतर की लैंग्वेज कैसे बदल रही है और इसके लिए हम डायनामिक टोपिक मॉडल का उपयोग करते हैं इसलिए यह बहुत दिलचस्प है कि यह एलडीए का सिर्फ डाइट एक्सटेंशन है लेकिन अब जब आप मॉडल करते हैं कि समय के साथ टोपिक कैसे बदल रहे हैं इसलिए जब आपके पास एक बड़ा संग्रह होगा तो आप इसको कई अलग अलग समय बिंदुओं में विभाजित करेंगे तो आप कहते हैं कि यह आपका कॉर्पस 1 कॉर्पस 2 कॉर्पस 3 कॉर्पस 4 और इसी तरह है समय के साथ आप एक से शुरू कर अंतिम कॉर्पस तक जा रहे हैं आप अब यह देखते हैं की जब आप अपने टोपिक डिस्ट्रीब्यूशन को परिभाषित करते हैं तो आप कहते हैं कि प्रारंभिक कॉर्पस में डिस्ट्रीब्यूशन बीटा k1 था और बीटा k समय चरण 1 के लिए है तो आप क्या कहेंगे जैसे कि आप टाइम स्टैम्प 1 से टाइम स्टैम्प 2 पर जाते है तों बीटा 2 बीटा 1 के समान नहीं होगा लेकिन फिर से नया डिस्ट्रीब्यूशन बीटा k1 मीन के साथ कुछ वेरीयंस से शुरू हो रहा है ताकि आप टोपिक मॉडल के भीतर शब्दों की प्रोबेबिलिटी को बदलने की अनुमति दे सकें और यह आप समय के साथ कर सकते हैं तो पिछले टोपिक अगले टॉपिक्स को प्रभावित करते हैं लेकिन अगले टॉपिक्स भी कुछ वेरीयंस के साथ बदल सकते हैं और यह मॉडल कैसा दिखता है हमारे पास 1 से t तक का टाइम स्टैम्प्स है तो यह वैसा ही है जैसे कि आप टी कैपिटल टी की अलग अलग प्रतियां हैं और आप प्रत्येक कॉर्पस के लिए टोपिक मॉडल चला रहे हैं लेकिन अब आप इसे स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके बीटा जुड़े हुए हैं तो आप कह रहे हैं कि बीटा k1 बीटा k2 के लिए एक इनपुट है इसलिए यह नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है बीटा k2 बीटा k1 के नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की तरह है लेकिन कुछ वेरीयंस के साथ तो आप एक ही प्रोबेबिलिटी के साथ एक ही शब्द लेने के पक्षपाती हैं लेकिन कुछ वेरीयंस के साथ ताकि शब्दों के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को बदलने और टोपिक मॉडल में नए शब्दों को रखने की अनुमति होगी तो बस वही होता है तो आप समय के साथ अलग अलग बीटा लगा रहे हैं लेकिन वे जुड़े हुए हैं यह पहली से शुरू होकर आखिरी समय तक चलता रहता है तो जो आप पिछली बार के पॉइंट टोपिक मॉडल देख रहे हैं वह अगली बार पॉइंट पर शीर्ष मॉडल को प्रभावित करेगा अब एक बार आपके पास यह डायनामिक टोपिक मॉडल है कि तों यह कैसे मदद कर सकता है तो मान लीजिए कि आप मॉडलिंग कर रहे हैं तों कैसे विज्ञान समय के साथ एक विशेष टोपिक बदल रहा है तो हम कहते हैं कि विज्ञान का मॉडलिंग 1881 से शुरू होकर 2000 तक है और इसका टोपिक एटॉमिक फिजिक्स है तो आप क्या देखते हैं कि टोपिक में किस तरह के शब्द हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं यहां आपके पास फ़ोर्स एनर्जी मोशन डिफर लाइट मेजर मैगनेट डायरेक्ट मेटर और रिजल्ट जैसे शब्द हैं लेकिन जब आप समय के साथ चलते हैं तो यहां शब्द एनर्जी इलेक्ट्रॉन मैगनेट फील्ड एटम सिस्टम से क्वांटम फिजिक्स हो जाते हैं इसलिए आप देखेंते है कि क्वांटम शब्द सामने आया है और इलेक्ट्रॉन शब्द आता है जो प्रारंभिक समय बिंदु में नहीं हैं तो यह आप समय के साथ भी देख सकते हैं और यह एक अच्छा प्लॉट है जो दिखाता है कि इस टोपिक में दशकों में यह 3 शब्द कैसे भिन्न होते हैं आप शुरू में बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी वाले मेटर शब्द से शुरुआत करते हैं फिर हम दशकों से कम होना शुरू हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन शब्द निश्चित समय बिंदु पर आ जाता है तों लगभग 1900 में जिसमें इस कैथोड किरणों का प्रयोग होता है और शुरू होता है यह एक स्थिर की तरह है समय के साथ प्रत्येक स्थिर ही होता है लेकिन फिर क्वांटम पर नया टोपिक भी सामने आता है और इसकी बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी है तो यह आपको एक अच्छा दृश्य देता है कि इस दिए गए टोपिक के भीतर शब्द समय के साथ कैसे विकसित हो रहे हैं समय के साथ टोपिक कैसे विकसित हो रहा हैं इसी तरह यदि आप न्यूरोसाइंस के टोपिक को देखते हैं तो आप इसी तरह देख सकते हैं कि शुरू में नर्व शब्द की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक थी लेकिन समय के साथ आपको न्यूरॉन जैसा शब्द मिलता है जो चित्र में आ रहा है और फिर सीए2 जो क्षेत्र की तरह है जहां आप विशेष क्षेत्र ca2 करेंगे और यह आप इस बात से भी संबंधित हो सकते हैं कि किस प्रकार के सेमिनल पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं जो कि इन टॉपिक्स में आने वाले शब्दों को जन्म दे सकते हैं तो यह दिलचस्प था कि विज्ञान में एक ही विषय में विभिन्न शब्द समय के साथ कैसे आते रहते हैं अब यह एक अच्छी एप्लीकेशन को भी जन्म देता है क्या आप मॉडल कर सकते हैं कि विज्ञान में सबसे प्रभावशाली आर्टिकल्स और विज्ञान के प्रभावशाली पेपर्स कौन से हैं तो विचार क्या होगा यह की प्रभावशाली पेपर वह है जो टोपिक मॉडल को प्रभावित करेगा यह टोपिक मॉडल में परिवर्तन को प्रभावित करेगा इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट के साथ आपके पास एक इन्फ्लुएंस वेरिएबल हो सकता है और विचार यह है कि टॉपिक्स में परिवर्तन गैर प्रभावशाली पेपर्स की तुलना में प्रभावशाली वपेर्स से अधिक प्रभावित होता है और इस तरह से हम मॉडल कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल दूसरे से अधिक प्रभावशाली है तो यह मॉडल कैसा दिखेगा इसलिए यह प्रभावशाली आर्टिकल्स टोपिक में भाषा के उपयोग में भविष्य के बदलाव को दर्शाता है और आर्टिकल के प्रभाव को एक लेटेन्ट वेरिएबल के रूप में सोचा जा सकता है और हम जो प्रभावशाली आर्टिकल करेंगे वे उन विषयों के बहाव को प्रभावित करेंगे जिनके बारे में वे चर्चा करते हैं तो इस तरह से हम इसे एक वेरिएबल के रूप में मॉडल कर सकते हैं और इस वेरिएबल के लिए पढ़ा जाने वाला उत्तर मुझे बताएगा कि यह आर्टिकल कितना प्रभावशाली था इसलिए मैं फिर से मॉडल में एक बहुत छोटा सा बदलाव करता हूं यहाँ बीटा k2 केवल बीटा k1 पर निर्भर करने के साथ यह इन्फ्लुएंस वेरिएबल की आईडी पर भी निर्भर करता है तो इस आर्टिकल के टोपिक के आधार पर यह आर्टिकल फिर से कितना प्रभावशाली था तो अब यह आईडी प्रत्येक डॉक्यूमेंट के साथ है और अंत में जबकि मैं पोस्टीरियर की गणना करता हूं मुझे पता चलता है कि कौन से डाक्यूमेंट्स को सबसे अधिक इन्फ्लुएंस मिलता है और फिर जो भी डॉक्यूमेंट उच्चतर आईडी प्राप्त करेगा वह प्रभावशाली आर्टिकल होगा तो यह डायनेमिक मॉडल के रूप में ही रहेगा और अब इसको आईडी पैरामीटर द्वारा भी अनुमान लगाया जा सकता है इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट जिसे आप यहां एक इन्फ्लुएंस स्कोर आईडी के रूप में देखते हैं और प्रत्येक टोपिक इस तरह से चलता है कि यह उन डाक्यूमेंट्स के प्रति पक्षपाती है जो एक उच्च इन्फ्लुएंस रखते हैं यह एक ऐसी स्थिति है जिसका मैं आंकड़ों से अनुमान लगाऊंगा और आप भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं अब हमें एलडीए का एक और बहुत ही रोचक वैरिएंट देखने को मिलता है जिसका उपयोग सुपरवाईसड सेटिंग में किया जा सकता है यहाँ सुपरवाईसड सेटिंग से क्या मतलब है अब तक हम कह रहे हैं कि मेरे पास डाक्यूमेंट्स का एक सेट है जिसमें कुछ डेटा होता है और मैं इसे अपने मॉडल को देता हूं और गिब्स सैंपलिंग इवैल्यूएशन इन्फ्लुएंस का उपयोग करके मैं यह पता लगा सकता हूं कि अलग अलग डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो अलग अलग टॉपिक्स में होते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं और हम कुछ मान्यताओं को मॉडल कर सकते हैं जैसे कि समय पर टोपिक कैसे बदलते हैं और जो कोरिलेटेड हो अब आप सुपरवाईस सेटिंग में क्या कह रहे हैं क्या हम इसका उपयोग कुछ प्रेडिक्शन के लिए भी कर सकते हैं जैसे फिल्म की रेटिंग्स के बारे में सोच सकते हैं तो क्या मैं इस मॉडल का उपयोग कर सकता हूं इस समीक्षा से इसे कई रेटिंग मिलेंगी यहाँ दिए गए टेक्स्ट से मैं रेटिंग्स या वेब पेज लिंक में लाइक्स के आधार पर इसकी भविष्यवाणी कर सकता हूं इस वेब पेज को कितने लाइक मिलेंगे और डॉक्यूमेंट अन्य डाक्यूमेंट्स के लिंक के साथ भुगतान करता है या किसी श्रेणी के साथ जोड़े के साथ व्यक्तिगत कितना करता है बहुत सारे उदाहरण है जहां डेटा बिंदुओं में किसी प्रकार की क्लास या केटेगरी होती है क्या आप इसे टोपिक मॉडल का उपयोग करके भी मॉडल कर सकते हैं तो यह वह जगह है जहाँ 2 अलग अलग तरीकों से यह किया जा सकता है हम सुपरवाईसड टोपिक मॉडल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अन्य भिन्नता क्या है तो आप रेस्पोंसेस या केटेगरीस के साथ डाक्यूमेंट्स को मॉडलिंग कर रहे हैं और रेस्पोंसेस वे हैं जो फिट हैं और उन्हें उन टॉपिक्स को खोजने के लिए फिट किया जाता है जो रेस्पोंस की भविष्यवाणी करते हैं कि कैसे टोपिक रेस्पोंस के बारे में बताते हैं और यह टॉपिक्स रेस्पोंसेस के साथ कैसे कोरिलेटेड होते हैं तो उसे कैसे किया जाता है यह एलडीए मॉडल के लिए प्लेट नोटेशन है तो यह वही है जो हमने पहले देखा था तो आपका बीटा k अल्फ़ा और वह सब और इसके अतिरिक्त यहाँ क्या है तो प्रत्येक शब्द में टोपिक को प्रोपोरशनल ड्रा करें और जो दिए गए डॉक्यूमेंट के लिए टोपिक असाइनमेंट प्लस है वही आपका डेटा बिंदु है तो आप भी इसका पता लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि टोपिक क्या है डॉक्यूमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से आप सैंपलिंग ले रहे हैं तों इसकी प्रतिक्रिया क्या है तो Zdn से आप अपनी रेस्पोंस से सैंपलिंग कर रहे हैं जो कि ईटा ट्रांस्पोस z बार और एक वेरिंस सिग्मा स्क्वायर पर एक नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है तो हम जो इस रेस्पोंस वेरिएबल को देख रहे हैं वह विचरण के साथ टोपिक डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है तो Yd इसे ईटा ट्रांस्पोस जेड बार और सिग्मा स्क्वायर पर एक नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया जाता है अब z बार क्या है Z बार इस डॉक्यूमेंट का टोपिक प्रोपोरशन के रूप में है मुझे पता है कि टोपिक t1 01 गुना होता है t 2 03 गुना होता है और इसी तरह ईटा यहाँ विभिन्न टॉपिक्स को दिए गए वेट के बराबर है ऐसा होगा जैसे कि इस टोपिक को उच्च रेस्पोंस के साथ कोडित किया गया है और यह नेगेटिव भी हो सकता है अगर नेगेटिव रेस्पोंस है तो इटा नेगेटिव हो सकता है तो ये विभिन्न टॉपिक्स को दिए गए वेट की तरह हैं तो क्या इस टोपिक को एक उच्च रेस्पोंस या कम रेस्पोंस के लिए जाना जाएगा और सिग्मा स्क्वायर आपको यहाँ मीन देगा और फिर आप इस p n वेरिएशन के साथ वास्तविक रेस्पोंस का सैंपल लेते है तो यह आपको एक स्केलर वेट देगा ईटा ट्रांस्पोस जेड प्लेन आपको एक स्केलर ईटा 1 z1 प्लस ईटा 2 z2 इत्यादि देगा और यह एक स्केलर होगा तो यह एक लिंक है और इस तरह इस वरिअंस के साथ आप अपनी रेस्पोंस का सैंपल लेंगे तो आपको क्या करने की आवश्यकता है आपको यह पता लगाना होगा कि आपके z प्राइम क्या हैं और आपको यह अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि आपका ईटा क्या हैं इसलिए आपको अपने मॉडल से z प्राइम और ईटा दोनों का अनुमान लगाना होगा तो अब हम कह रहे थे कि सुपरवाईसींग एलडीए का उपयोग करने का ओर एक विकल्प भी है आप कह सकते हैं कि हम यहां क्यों हैं हम इस जटिल मॉडल को क्यों ले रहे हैं जहां हम ईटा का अनुमान लगा रहे हैं या मॉडल का उपयोग कर रहे हैं हम अपने टोपिक मॉडल को क्यों नहीं चला सकते हैं जो प्रत्येक थीटा डॉक्यूमेंट के लिए मेरा थीटा d प्राप्त करें इसका मतलब है फिर से हमारे पास टॉपिक्स पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर एक रिग्रेशन जैसा कुछ है तो यह थीटा मुझे कुछ निश्चित रूप से देता है यदि 5 अन्य को पसंद करते हैं तो थीटा मुझे माइनस 5 देता है और इसी तरह एक और संभावना है इसलिए मेरे पास अलग अलग डाक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग थीटा हैं और मैं वास्तव में स्कोर करने के लिए इस थीटा से एक रिग्रेशन चलाता हूं और इसे एलडीए प्लस रिग्रेशन मॉडल कहा जाता है और हम अभी जो कर रहे हैं वह एक सुपरवाईसड एलडीए है जहां हम अनुमान के समय के दौरान अपने मॉडल के अंदर इसकी सैंपलिंग ले रहे हैं तो इस मामले में यहां क्या होगा आप रेस्पोंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक ओब्सर्वेड वेरिएबल के रूप में यहाँ अनओब्सर्वेड रहता है इस मामले में जहां भी यह ओब्सर्वेड रेस्पोंस देखा गया है तो वह पर इन्टूशन क्या है यदि आप अपने रेस्पोंस को एक ओब्सर्वेड वेरिएबल के रूप में लेते हैं तो आपके टोपिक वास्तविक रेस्पोंसेस से बहुत अधिक जुड़ सकते हैं जबकि यहाँ रेस्पोंसेस के लिए टॉपिक्स को संरेखित नहीं किया जाता है और टॉपिक्स को वास्तविक रेस्पोंसेस के साथ भी संरेखित नहीं किया जाता है और आपको बाद में फिट होना होगा और वास्तविक रेस्पोंसेस के लिए टॉपिक्स से एक मानचित्रण का पता लगाएं जाता है तो यह मॉडल में ही किया जा सकता है इसलिए एलडीए मॉडल प्लस रिग्रेशन में रेस्पोंसेस को लेने के लिए सुपरवाईसड एलडीए बेहतर काम करता है तो यह वह जगह है जहाँ आप टोपिक थीटा अनुपात कर रहे हैं और अपने रिग्रेशन का निर्माण करने के लिए एक और मॉडल का पता लगा रहे है तो यहाँ पर रेस्पोंस वेरिएबल को इस निम्नतम तरीके से टॉपिक्स को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवलोकन के रूप में लिया जा सकता है तो यह एक दिलचस्प बात है तो अब यहाँ क्या होगा हम डाक्यूमेंट्स के रेस्पोंसेस के लिए एलडीए मापदंडों को फिट करते हैं और इससे आपको टॉपिक्स और कॉफ़ीसियंट टॉपिक्स मिलेंगे एक साथ दिए गए एक नए डॉक्यूमेंट का उपयोग करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रेस्पोंस ईटा ट्रांस्पोसे टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ़ z बार डॉक्यूमेंट में क्या है यहाँ हम आपके SLDA मॉडल का अनुमान लगा सकते हैं जिस तरह से आप अपने LDA से कर रहे हैं तो एक नए डॉक्यूमेंट के लिए टोपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और यह आपको मिलता है यह पैंग और ली के पेपर 2005 से है तो उसमे 10 टोपिक LDA मॉडल के लिए है और उसको फिल्म रिव्युस पर डाल दिया है तो आप यहाँ देखते हैं कि 10 टॉपिक्स सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं और वे अपने ईटा के अनुरूप ईटा के साथ लगाए गए हैं तो एक उच्च ईटा का मतलब है कि यह टोपिक उच्च स्कोर या उच्च रेटिंग से मेल खाता है और ईटा के नेगेटिव मूल्य में इसका मतलब है कि इसे नेगेटिव अंक नेगेटिव रेटिंग के अनुरूप कहा जाता है तो आप यहाँ क्या देखते हैं उच्च पक्ष पर आपके पास मोशन सिंपल परफेक्ट फेसिनेटिंग पॉवरिंग कॉम्प्लेक्स जैसे शब्द हैं इतने अच्छे शब्दों को प्रस्तुत करने में एकदम सही है जो उच्चतर पक्ष के साथ आ रहे हैं और यहाँ आपको कम से कम समस्या है दुर्भाग्य से फ्लैगड अप और आप तुरंत देख सकते है की यह एक नेगेटिव इमेज की तरह हैं इसलिए वे बहुत कम नेगेटिव वैल्यू के साथ आ रहे हैं और यह बहुत अच्छी तरह से आपके टॉपिक्स को माइनस 2 पॉइंट प्लस के पैमाने पर रखता है जो पहले उपलब्ध नहीं था पहले आपके पास अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन आपको नहीं पता था कि यह टोपिक पॉजिटिव या नेगेटिव रेटिंग के लिए है अब आप अपने मॉडल से भी पता लगा सकते हैं और यह एक बहुत अच्छा आयोजित कोरिलेशन देता है यह भी टॉपिक्स की संख्या से है यहां तक कि अगर आप टॉपिक्स की संख्या में वृद्धि करते हैं तो यह आपको बेहतर कोरिलेशन और एलडीए मॉडल प्रदान करता है तो आपने यहाँ क्या देखा तो यह मॉडल आधारित रिग्रेशन को सक्षम करता है जहां प्रेडीकटर वेरिएबल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसलिए आपको अलग से रिग्रेशन चलाने की ज़रूरत नहीं थी जो मॉडल के अंदर चलती है रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके मॉडल के भीतर ही शुद्ध रूप से आपकी रेस्पोंस की सैंपलिंग लेना है अब इसका उपयोग जहां कहीं भी एलडीए एक अनसुपरवाईसड शैली में किया जाता है तो आप इसका उपयोग इमेजेस म्यूजिक वगैरह के साथ कर सकते हैं जहाँ डेटा को किसी प्रकार के रेस्पोंस वेरिएबल के साथ जोड़ा जाता है तो आप यह भी कह सकते हैं कि एलडीए कुछ प्रकार की सुपरवाईसड डायमेंशन रिडक्शन तकनीक है जहां एलडीए एक अनसुपरवाईसड तकनीक है आप रेस्पोंस देख रहे हैं और उसे देखकर ही आप अपनी डायमेंशनल डायरेक्शन की मॉडलिंग कर रहे हैं तो यह एलडीए के उपयोग के बारे में है तो कुछ अन्य वेरिएंट भी टोपिक मॉडल के लिए हैं इसलिए हम उनमें से कुछ को रिलेशन टोपिक मॉडल और कुछ सरल इनटूशन नॉनपैरामीट्रिक बेसिक मॉडल्स के बारे में अगले व्याख्यान में देखेंगे